तो इस विशिष्ट फंक्शन में क्या होता है यहां पर for loop है ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट बिट से जीरो तक जीरो यह कम महत्वपूर्ण बिट है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट for loop के प्रत्येक इटरेशन में एक कंडीशन की जांच होती है कि यह बिट ith bit एक है या जीरो है यह एक है तो हम गुणाकार के बाद मॉड्यूलर रिडक्शन करते हैं और अगर यही यह जीरो है तो यह दोनों चरण छोड़ देते हैं अब हम देखते हैं दूसरी प्रक्रिया में जो की आखिरी लेवल के कैश का उपयोग कर पा रही है फ्लेश एंड रीलोड अटैक ऊपर वाले सीक्रेट से एक बिट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है तो हमारे लिए क्या जरूरी है X86CLFLUSH नामक सूचना काउपयोग करता है जो एड्रेस को इनपुट लेती है और यह विशिष्ट एड्रेस सिस्टम में मौजूद सभी cache से फ्लश करता है तो उदाहरण के लिए आप CLFLUSH को चलाते हैं और लाइन 8 का पता देते हैं तो यह सुनिश्चित है संबंधित लाइन 8 से सारे कैश में मौजूद डाटा फ्लश हो जाता है तो फ्लश एंड रीलोड अटैक कुछ इस तरह से काम करता है अनिवार्य रूप से हमलावर के पास दो फेस है एक फ्लश फेस है और दूसरी रीलोड फेस phase चरण है फ्लश फेस के दरमियान हमलावर लाइन इस तरह से एग्जीक्यूट करता है और सुनिश्चित करता है संबंधित लाइन 8 के इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी से फ्लश हो गए हैं रीलोड फेस के दरमियान हमलावर लाइन एट में मौजूद इंस्ट्रक्शंस को निकालता है तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में लोड हो जाती है तो इस तरह से हमलावर सतत दोनों मोड में रहता है फ्लश मोड में सी एल फ्लश CLFLUSH की वजह से डाटा कैसे बाहर जाता है उसके बाद थोड़ी देर रुकता है उसके बाद रीलोड मोड़ है जिसमें अभी निकला हुआ फ्लश डाटा फिर से कैश में वापस लोड हो जाता है और दूसरे चरण में जब डाटा कैश में रीलोड होता है अटैक हमलावर इस सूचना ने लिया हुआ समय भी निकालता है तो अगर cache miss होता है तो एग्जीक्यूशन टाइम जब बड़ा होगा और दूसरी तरफ अगर cache hit होता है रीलोड के दरमियान एग्जीक्यूशन टाइम काफी कम होगा तो जब हमलावर फ़्लैश और रीलोड में टॉगल करता रहता है समय जैसे निकलता है तो हम देखते हैं क्या होता है तो यहां पर लाल रंग का भाग रीलोड चरण को दिखाता है और नीले रंग का भाग फ्लश चरण को दिखाता है तो उदाहरण के लिए यहां पर फ़्लैश है जिसमें हमलावर ने सी एल फ्लश CLFLUSH को यूज किया है संबंधित कैश मेमोरी के लाइन 8 से इंस्ट्रक्शन को फ्लश करने के लिए इसके बाद थोड़ी देर रुक जाता है और रीलोड को शुरू करता है और जैसा कि हम देखते हैं कैसे डाटा फ़्लैश हुआ रहता है इसलिए cache miss मिलता है इसलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम काफी ज्यादा है अब हम यह मानते हैं कि 1 प्लस एंड रीलोड फेज के दरमियान यहां पर कोई विक्टिम है जो एग्जीक्यूट हुआ है और उस व्यक्ति ने इस विशेष for loop को e i के एक विशेष वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट किया है जो कि एक सेट थी